इस व्याख्यान में हम माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंप्यूटर और माइक्रोकंट्रोलर्स की कुछ बुनियादी अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मस्तिष्क है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के पीछे की प्रसंस्करण शक्ति का जिसे हम अपने आसपास देखते हैं यह जानना हमेशा अच्छा होता है कि इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे जिसके बाद माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर्स की मुख्य विषेशताओं कि बात होंगी आइए शुरू करें कि कंप्यूटर सिस्टम मूल रूप से कैसे काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में आप जानते हैं कि सीपीयू नामक कुछ ऐसा है जो सभी गणनाओं को पूरा करता है आप दिए गये योजनाबद्ध डाइग्राम में देख सकते हैं की सीपीयू बीच में रखा है और कुछ मेमोरी जहां प्रोग्राम और डेटा स्टोर किया जाता है सीपीयू क्या करता है यह एक एक करके प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है उन्हें एक्ज़िक्युट करता है और एक्जिक्यूसन के दौरान डेटा मेमोरी के बीच कुछ डेटा स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है या तो डेटा पढ़ना या डेटा को डेटा मेमोरी में वापस लिखना हो सकता है प्रोसेसिंग के अलावा कंप्यूटर सिस्टम को अक्सर बाहरी दुनिया के साथ इंटरफ़ेस या संवाद करने की आवश्यकता होती है बाहरी दुनिया आम तौर पर उपयोगकर्ता है जो एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप की तरह पारंपरिक सिस्टम्स के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कर रहा है आईओ उपसिस्टम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है बाहरी दुनिया हमेशा एक इंसान नहीं हो सकता यह पर्यावरण हो सकता है यह कुछ तापमान दबाव आर्द्रता पर्यावरण के कुछ मापदंडों को सेंस कर सकता है और ये सारी चीज़ें इनपुट होंगी साथ ही यह कुछ सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है जैसे कि यह एक हीटर चालू कर सकता है कंप्रेसर चालू कर सकता है इत्यादि ये आउटपुट डिवाइस हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो यह एक तरीका है जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम को वर्गीकृत कर सकते हैं सीपीयू किस तरह के इंस्ट्रक्शन को क्रियांवित करने में सक्षम है जो इंस्ट्रक्शन सेट के संबंध में व्यापक वर्गीकरण के आधार पर निष्पादित करने में सक्षम है हम कंप्यूटर को या तो सीआईएससी आर्किटेक्चर या आरआईएससी आर्किटेक्चर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं सीआईएससी जटिल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का छोटा रूप है इस तरह के सीआईएससी आर्किटेक्चर का सबसे आम उदाहरण इंटेल के प्रोसेसर हैं जो डेस्कटॉप लैपटॉप और सर्वर बाजारों पर हावी हैं 90 से अधिक प्रोसेसर इंटेल द्वारा बनाए गए है या इंटेल द्वारा बनाए गये मॉडल के क्लोन है इन्हें सीआईएससी कहा जाता है इंस्ट्रक्शन बहुत सारे लचीलेपन और सुविधाओं के साथ काफी जटिल हो सकता है कम इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या आरआईएससी नामक एक और फिलॉसफी है इसमें इंस्ट्रक्शन सेट बहुत सरल बनाया गया है और इसलिए हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम को लागू करना बहुत आसान है कुछ अर्थों में यह इंस्ट्रक्शन के एक्जिक्यूसन में अधिक कुशल है अधिकांश माइक्रोकंट्रोलर जो आज हम देखते हैं वे आरआईएससी आर्किटेक्चर पर आधारित हैं मुख्य रूप से इस कारण वे लागू करना आसान है केवल माइक्रोकंट्रोलर्स ही नहीं कुछ स्तर पर अधिकांश आधुनिक प्रोसेसर आरआईएससी के इंस्ट्रक्शन एक्जिक्यूसन फिलॉसफी पर आधारित हैं क्योंकि यह इंस्ट्रक्शन एक्जिक्यूसन इकाई को अधिक कुशल बनाता है इसलिए यहां तक कि इंटेल प्रोसेसर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो की सीआईएससी आधारित हैं आंतरिक रूप से इन जटिल इंस्ट्रक्शन को सरल इंस्ट्रक्शन या सूक्ष्म इंस्ट्रक्शन में तोड़ दिया जाता है वे एक आरआईएससी इंस्ट्रक्शन सेट की तरह दिखते हैं जिन्हें तब कंट्रोलर का उपयोग करके कुशलतापूर्वक एग्जिक्यूट किया जाता है मेमोरी सिस्टम के बारे में बात कर मोटे तौर पर बोल सकते हैं की मैमोरी के दो प्रकार हो सकता है एक जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है जहां आप दोनों पढ़ और लिख सकते हैं और दूसरा रीड ओनली मेमोरी है जब आप स्थायी रूप से कुछ स्टोर करते हैं तो आप केवल उनसे पढ़ सकते हैं रैम आम तौर पर अस्थिर होते हैं अस्थिर का मतलब है कि वे केवल उस समय के दौरान वैल्यूज को बनाए रखते हैं जब बिजली चालू रहती है जैसे ही आप बिजली बंद करते हैं डेटा खो जाता है माइक्रोकंट्रोलर के लिए रैम आमतौर पर डेटा मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन जब आप प्रोग्राम मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो वह जगह जहां आप एक प्रोग्राम का भंडारण कर रहे हैं यह मेमोरी आमतौर पर गैर अस्थिर होती है जिसका मतलब है क्योंकि यह एक रौम है एक बार जब आप इसे स्टोर करते हैं भले ही आप बिजली को बंद कर दें प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा अधिकांश माइक्रोकंट्रोलर्स में प्रोग्राम मेमोरी का एक क्षेत्र है जिसे रौम का उपयोग करके लागू किया जाता है लेकिन आजकल माइक्रोकंट्रोलर हैं जो फ्लैश मेमोरी जैसी कुछ वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग करते हैं जो गैर अस्थिर भी है जहां आप कुछ प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं तो आप चाहें तो प्रोग्राम को भी बदल सकते हैं लेकिन यदि आप उसकी बिजली को बंद कर देते हैं तो प्रोग्राम नष्ट नहीं होता है मोटे तौर पर सीपीयू आर्किटेक्चर के संबंध में हम अब तक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं अब इस बारे में बात कर रहे हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है यहां एक व्यापक वर्गीकरण है हम वॉन न्यूमन और हार्वर्ड स्तर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं मूल अंतर यह है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हमारे पास एक ही मेमोरी है जहां इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों संग्रहीत हैं अधिकांश पारंपरिक कंप्यूटर सिस्टम जो आप अपने आसपास देखते हैं वे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर आधारित हैं लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में संकल्पनात्मक रूप से दो अलग अलग मेमोरी हैं एक में आप प्रोग्राम को स्टोर करते हैं दूसरे में आप डेटा स्टोर करते हैं अधिकांश माइक्रोकंट्रोलर इस सिद्धांत का पालन करते हैं उनकी अलग अलग मेमोरी हैं इसलिए इंस्ट्रक्शन आमतौर पर रौम में संग्रहीत होते हैं जबकि डेटा को रैम में संग्रहीत किया जाता है सचित्र वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर को इस तरह दिखाया जा सकता है एक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जैसा कि आप यहां देख सकते हैं डेटा और प्रोग्राम मेमोरी हैं यद्यपि आप उन्हें अलग अलग दिखा रहे हैं लेकिन सीपीयू उन्हें एक ही एड्रेस का उपयोग करके समान डेटा बस से एक्सेस कर रहा है इसलिए सीपीयू के संबंध में ऐसा लगता है कि मेमोरी समान है लेकिन व्यवहार में हम उन्हें अलग अलग भागों में अलग अलग स्टोर कर सकते हैं जैसा कि डाइग्राम में दिखाया गया है लेकिन सीपीयू के संबंध में जिस तरह से एड्रेस उत्पन्न होते हैं वह एकीकृत होता है प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को स्थानांतरित करने के लिए एक ही एड्रेस और डेटा लाइनों का उपयोग किया जाता है और आईओ डिवाइस भी आम तौर पर एक ही बस के माध्यम से जुड़े हुए हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इसी तरह के दिखते हैं बेशक परिष्कृत आर्किटेक्चर हैं जहां डेटा के समानांतर हस्तांतरण के लिए कई बसें हो सकती हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अलग डेटा और प्रोग्राम की मेमोरी हैं और एड्रेस और डेटा बसें पूरी तरह से अलग हैं इसलिए जब आप समानांतर में एक प्रोग्राम ला रहे हैं तो आप डेटा मेमोरी में कुछ डेटा भी ला सकते हैं या लिख सकते हैं और कुछ आर्किटेक्चर में आईओ डिवाइस अलग एड्रेस और डेटा बसों के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं दोष यह है कि आपको बाहरी उपकरणों को इंटरफ़ेस करने के लिए बहुत सारी बसों बहुत सारे आईओ पिन की आवश्यकता है लेकिन लाभ यह है कि आपको औसत तेज़ और समानांतर डेटा हस्तांतरण सुबिधाएँ मिलती है अब हम माइक्रोप्रोसेसर की बात करते हैं माइक्रोप्रोसेसर क्या है वैसे हमने देखा है कि सीपीयू क्या है माइक्रोप्रोसेसर एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है एक एकीकृत सर्किट या आईसी चिप के भीतर निर्मित सीपीयू सेमीकंडक्टर तकनीक में उन्नति के साथ पहले सीपीयू सर्किट बहुत बड़े और भारी थे वे छोटे और छोटे बनने लगे हैं और अब वे एक ही चिप के अंदर फिट हो सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हम पेंटियम सीपीयू चिप को देखें तो चिप के अंदर अरबों बुनियादी घटक या ट्रांजिस्टर हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर वे चीजें क्या हैं जो आमतौर पर होती हैं रजिस्टरों का एक सेट है कुछ सामान्य उदेशिये हैं कुछ विशेष उदेशिये हैं जिनका उपयोग डेटा के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है एक ए एल यू है जहां सभी डेटा प्रोसेसिंग किए जाते हैं दोनों अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन भी करते हैं और मेमोरियल आईओ उपकरणों को इंटरफेसिंग करने के लिए कुछ तंत्र है कुछ बाहरी बस और नियंत्रण तंत्र हैं जिनके माध्यम से आप मेमोरी या आईओ उपकरणों को माइक्रोप्रोसेसर से जोड़ सकते हैं और हां एक नियंत्रण इकाई है जिसे सिस्टम के मस्तिष्क के रूप में माना जा सकता है जो माइक्रोप्रोसेसर के पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है यह सभी आंतरिक संचालन को सिंक्रोनाइज करता है माइक्रोप्रोसेसर मूल रूप से यही है योजनाबद्ध ढंग से आप देख सकते हैं कि ये मुख्य घटक हैं आप यहां रजिस्टर देख सकते हैं आप एएलयू देख सकते हैं आप नियंत्रण इकाई देख सकते हैं और बाहरी रूप से कुछ बसें एड्रेस और डेटा बस हैं और नियंत्रण बस एड्रेस और डेटा बसों का उपयोग बाहरी मेमोरी और आईओ उपकरणों के साथ इंटरफेस करने के लिए किया जाएगा और नियंत्रण बस में पढ़ने लिखने सक्षम विभिन्न प्रकार के व्यवधान और अन्य चीजों जैसे अन्य संकेत शामिल होंगे धीमी मेमोरी को इंटरफेसिंग के लिए कुछ संकेत ऐसे कई विविध संकेत हैं जिनका उपयोग नियंत्रण उद्देश्यों के लिए किया जाता है अब देखते हैं कि माइक्रोकंप्यूटर क्या है माइक्रोकंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो माइक्रोप्रोसेसर के आसपास बनाया गया है आप हमारे डेस्कटॉप को देखो आप हमारे लैपटॉप को देखो आज कल के सभी आधुनिक डेस्कटॉप और लैपटॉप मे पेंटियम इंटेल i3 i5 i7 के प्रोसेसर हैं वे अनिवार्य रूप से माइक्रोप्रोसेसर हैं और डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर यह न केवल माइक्रोप्रोसेसर है मेमोरी हैं अन्य उपकरण हैं एक डिस्क ड्राइव है उदाहरण के लिए कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए कुछ अन्य इंटरफेस हैं प्रिंटर है ये सब मिलकर हमारे पूरे कंप्यूटर को बनाते हैं यह एक माइक्रो कंप्यूटर है यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया है एक माइक्रोप्रोसेसर में मूल रूप से कुछ रजिस्टर एएलयू और नियंत्रण होते हैं इसमें आईओ के लिए कोई मेमोरी या कोई सुविधा नहीं है कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हमें इन सभी डिवाइसेज को माइक्रोप्रोसेसर से इंटरफेस करना होगा लेकिन परेशानी यह है कि चूंकि आपको माइक्रोप्रोसेसर के आसपास इतनी सारी चीजों को इंटरफेस करना होता है इसलिए सिस्टम जटिल भारी और महंगा भी हो जाता है इसके अलावा यह काफी अधिक बिजली की खपत भी करता है यह ठीक है यदि आप इसे डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे उच्च प्रदर्शन एप्लीकेशन के लिए उपयोग करते हैं लेकिन एम्बेडेड सिस्टम ऍप्लिकेशन्स के लिए नहीं जहाँ अत्यंत कम पावर पोर्टेबिलिटी छोटा आकार काफी आवश्यक विशेषताएं हैं एक माइक्रो कंप्यूटर जैसा कि आप देख सकते हैं एक माइक्रोप्रोसेसर के आसपास बनाया गया है आपके पास मेमोरी है आईओ पोर्ट हैं और इस आईओ पोर्ट के माध्यम से आप कई आईओ उपकरणों के साथ इंटरफ़ेस कर सकते हैं आइए अब माइक्रोकंट्रोलर्स पर आते हैं जो एम्बेडेड सिस्टम का दिल हैं माइक्रोकंट्रोलर क्या है एक माइक्रो कंप्यूटर हमने कहा है यह एक माइक्रोप्रोसेसर के आसपास बनाया गया कंप्यूटर सिस्टम है अब यदि माइक्रोकंप्यूटर को पूरा हम सिकोड़ सकते हैं और एक ही चिप के अंदर डाल सकते हैं तो मुझे माइक्रोकंट्रोलर मिलता है चूंकि मैं सब कुछ एक ही चिप पर डाल रहा हूं इसलिए कुल चिप क्षेत्र को प्रोसेसर मेमोरी आदि द्वारा साझा किया जाना है इसलिए एक माइक्रोकंट्रोलर मूल रूप से एक चिप पर एक कंप्यूटर है क्योंकि यह एक ही चिप पर है यह अपेक्षाकृत बहुत कम लागत और सस्ती है यह छोटा होता है इसमें बहुत कम बिजली की खपत भी होती है वास्तव में और ये बहुत व्यापक रूप से एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में उपयोग किया जाता है यदि आप इस योजनाबद्ध चीज़ को देखते हैं कि कौन सी विशिष्ट चीजें मौजूद हैं तो आप देखेंगे कि सीपीयू रजिस्टर एएलयू और कण्ट्रोल है बेशक कुछ मेमोरी है आप बहुत बड़ी मेमोरी नहीं रख सकते कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो आकार में छोटी होती है आईओ डिवाइस को जोड़ने के लिए कुछ सुविधा हो सकती है कुछ टाइमर और काउंटर हैं जो कई ऍप्लिकेशन्स के लिए आवश्यक हैं इंटरप्ट सर्किट्स हैं और एनालॉग पोर्ट जैसी कई अन्य सुविधाएं भी हैं बाहरी दुनिया से आने वाले ज्यादातर सिग्नल लगातार या एनालॉग प्रकृति के हैं वे डिजिटल नहीं हैं इसलिए यदि हमारे पास चिप में निर्मित किसी प्रकार का एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर है तो ऐसे उपकरणों को इंटरफेस करना बहुत सुविधाजनक हो जाता है आमतौर पर उन सभी सुविधाओं को चिप के अंदर प्रदान की जाती हैं माइक्रोकंट्रोलर आमतौर पर कुछ इनपुट पोर्ट के माध्यम से दिए जाने वाले डेटा पर काम करते हैं पोर्ट्स के माध्यम से बाहर से आ रहा डेटा और एक प्रोग्राम है जो चल रहा है और जैसा कि मैंने कहा है कि उनके पास एनालॉग पिन टाइमर काउंटर और अन्य उपयोगिता सर्किटरी हैं उदाहरण के लिए आपके पास पल्स वीडथ मॉड्यूलेशन सर्किट हो सकता है जो बहुत उपयोगी है जैसा की हम बाद में देखेंगे यह माइक्रोकंट्रोलर का थोड़ा अधिक विस्तृत आरेख है आपके पास यहां मूल माइक्रोप्रोसेसर है रजिस्टर एएलयू और नियंत्रणकण्ट्रोल है कुछ प्रोग्राम मेमोरी है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी है आपके डेटा रैम को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी है और कुछ इनपुट आउटपुट पिन हो सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ आईओ डिजिटल हो सकते हैं कुछ एनालॉग हो सकते हैं काउंटर और टाइमर होंगे और सीरियल आईओ इंटरफेस पल्स वीडथ मॉड्यूलेशन इंटरफेस टोकने आदि जैसे परिष्कृत प्रकार के इंटरफेस भी हो सकते हैं ये सभी सुविधाएं आज विशिष्ट माइक्रोकंट्रोलर्स में प्रदान की जाती हैं ताकि आप लगभग किसी भी प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम ऍप्लिकेशन्स के लिए इसका उपयोग कर सकें इसके अलावा आपके पास बिजली की आपूर्ति रीसेट इंटरप्ट क्लॉक्स आदि भी हैं आप देख सकते हैं कि ये कुछ विशिष्ट माइक्रोकंट्रोलर हैं जो पीआईसी नामक कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं अब तुलना में आप पुराने माइक्रोप्रोसेसर मोटोरोला 68000 में से एक देखते हैं यह एक ४८ पिन चिप थी तो आकार में बड़ा है इसकी तुलना में सबसे छोटा पीआईसी प्रोसेसर एक सिक्के के आकार का एक अंश है जैसा कि आप देख सकते हैं अब माइक्रोकंट्रोलर अपने आप में कंप्यूटर हैं पीसी भी एक माइक्रोप्रोसेसर के आसपास बनाया कंप्यूटर हैं तो मुख्य मतभेद क्या हैं अभी भी कुछ मतभेद हैं जब एक पीसी प्रोग्राम को एक्ज़िक्युट करता है तो समस्या कहां से आती है वे शुरू में या तो हार्ड डिस्क में या सॉलिड स्टेट ड्राइव जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पे आधारित है में संग्रहीत होता है वहां से प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है और मेमोरी से एक के बाद एक एक्ज़िक्युट किया जाता है इस तरह एक ठेठ कंप्यूटर सिस्टम काम करता है विंडोज या लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है वे काफी जटिल प्रोग्राम हैं वे सभी निम्न स्तर के संचालन को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं जब प्रोग्राम एक्ज़िक्युट हो रहा है जब भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनमे उपस्थित ड्राइवर को आईओ ऑपरेशंस का ध्यान रखने के लिए लागू किया जाएगा लेकिन एक माइक्रोकंट्रोलर एक बहुत छोटा सिस्टम है आप डिस्क का खर्च नहीं उठा सकते हैं सब कुछ उस माइक्रोकंट्रोलर के अंदर होगा एक कंप्यूटर सिस्टम में आप डिस्क से चाहें किसी भी प्रोग्राम को लोड कर के चला सकते हैं लेकिन एक माइक्रोकंट्रोलर जो ए सी मशीन के अंदर रखा है वह केवल उस प्रोग्राम को चलाएगा जो ए सी मशीन को नियंत्रित करने के लिए है इसलिए एक विशिष्ट माइक्रोकंट्रोलर में चिप के अंदर एक छोटा रौम है यह निश्चित प्रोग्राम का भंडारण करेगा प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता है ध्यान देने वाली बात यह है कि रौम का अधिकतम आकार जो प्रदान किया जाता है वो उस प्रोग्राम के आकार और जटिलता को सीमित करता है जिसे आप माइक्रोकंट्रोलर पर चला सकते हैं और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जब भी आप रीसेट या अपने सिस्टम को चालू करते हैं जो रौम में संग्रहीत किया जाता है चलना शुरू होता है ये मोटे तौर पर एक माइक्रोकंट्रोलर और पीसी की तरह एक सामान्य कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर हैं माइक्रोकंट्रोलर्स का उपयोग उन एप्लिकेशंस में किया जाता है जहां प्रोसेसिंग पावर महत्वपूर्ण नहीं है आपको बहुत उच्च प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता नहीं है बल्कि आपको कम शक्ति छोटे आकार कम लागत इस प्रकार की विशेषताओं की आवश्यकता होती है आपआम तौर पर आधुनिक दिन के घरों में ऐसे कई उपकरण पाए जाते हैं जो भी उपकरण आप खरीदते हैं और स्थापित करते हैं इसके अंदर कुछ एम्बेडेड माइक्रोकंट्रोलर होंगे इसलिए ऐसे कई एप्लिकेशन हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही ऑफिस ऑटोमेशन सेगमेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोटिव व्हीकल्स एयरप्लेन रॉकेट मिसाइल्स कम्युनिकेशन में बात की है ये डिवाइस आपको हर जगह मिल जाएंगे अब विकास के बारे में बात करें क्योंकि 1970 में माइक्रोकंट्रोलर की पहली पीढ़ी विकसित होने लगी थी एक माइक्रोकंट्रोलर था जिसे इंटेल द्वारा विकसित किया गया था यह था 8051 इसका उपयोग अभी भी किया जा रहा है लेकिन शक्ति लचीलापन और नवीनता की बात करें तो 8051 में एक पुरानी तरह की आर्किटेक्चर है इसमें बहुत अधिक लचीलापन नहीं है 80 के दशक के मध्य से शुरू हुआ और यह सिलसिला जारी है अब जो हम देख रहे हैं वह यह है कि माइक्रोकंट्रोलर बड़े चिप्स के अंदर एम्बेडेड हो रहे हैं इन्हें एप्लिकेशन विशिष्ट एकीकृत सर्किट कहा जाता है एक माइक्रोकंट्रोलर की तरह जिसे हम इस कोर्स के हिस्से के रूप में प्रदर्शित करेंगे यह माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड जो ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक से है इसमें ARM Cortex M4 चिप नामक कुछ है अब ARM Cortex M4 केवल ARM प्रोसेसर नहीं है न केवल एक माइक्रोकंट्रोलर लेकिन बहुत सारी अन्य चीजें एक ही चिप में एकीकृत हैं माइक्रोकंट्रोलर्स के फायदे को संक्षेप में प्रस्तुत करें तो वे तेज हैं वे कुछ विशेष एप्लीकेशन को हांथो हाँथ हल करने के दृष्टिकोण से प्रभावी हैं यह कम लागत का होना चाहिए क्योंकि यदि यह अधिक लागत का है तो यह उत्पाद की लागत को भी बढ़ाता है इसे कम बिजली का उपभोग करना चाहिए ताकि आपके बिजली का बिल ज़्यादा ना हो और अनुकूलता बहुत महत्वपूर्ण है आमतौर पर आप पाएंगे कि माइक्रोकंट्रोलर कुछ कंपनियों से आते हैं आप कह सकते हैं कि ये माइक्रोकंट्रोलर्स के परिवार हैं PIC एआरएम ये कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं अब यदि आप पूरे माइक्रोकंट्रोलर्स के पूरे परिवार को देखते हैं तो वे सभी इंस्ट्रक्शन संगत सेट करते हैं ताकि एक बार जब आप परिवार के एक सदस्य के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर लेते हैं और जब आप एक बेहतर प्रोसेसर पर जाते हैं तो वही कोड बहुत कम संशोधन के साथ चल सकता है एक्ज़िक्युट कर सकता है इसे अनुकूलता कहा जाता है और रखरखाव के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण है इसके साथ ही हम इस व्याख्यान के अंत में आ गए हैं अगले व्याख्यान में हम इस बात पर कुछ चर्चा शुरू करेंगे कि हम माइक्रोकंट्रोलरों के एआरएम परिवार के संबंध में विशेष रूप से तेजी से प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं हम विशेष रूप से देखेंगे कि माइक्रोकंट्रोलरों के एआरएम परिवार के अंदर क्या विशेषताएं हैं और वे अलग अलग क्यों हैं लोग उन्हें व्यापक रूप से क्यों उपयोग कर रहे हैं धन्यवाद